बायोमोलेकुलस की बड़ी कहानी में अगली कहानी में आपका स्वागत है मुझे लगता है कि यह आखिरी व्याख्यान होगा बायोमोलेक्यूलस में अंतिम कहानी जहां हम आगे के सभी ढीले छोरों को जोड़ते हैं हम यह सवाल पूछकर कहानी शुरू करेंगे कि प्रोटीन और निश्चित रूप से एंजाइम कैसे हैं उन एंजाइमों को देख रहे हैं जो प्रोटीन हैं जो सेल में बने हैं ठीक है इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको आवश्यक वीडियो यहाँ इंगित करूंगा मुझे लगता है कि सूची में वीडियो है संख्या 18 यह एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है सिद्धांतों के संदर्भ में बेशक इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को देखें कृपया वह वीडियो देखें यह केवल 35 मिनट लंबा है ठीक है और यह अच्छी तरह से बनाया गया है इसे मानव जीनोम के एक भाग के रूप में बनाया गया था परियोजना लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से बताता है कि प्रोटीन कैसे बनाया जाता है ठीक है बहुत संक्षेप में यह वीडियो कहेगा कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नामक किसी चीज में जानकारी मिलती है संदेशवाहक आरएनए में सूचना में परिवर्तित या परिवर्तित हो जाता है और जिसका अनुवाद हो जाता है प्रोटीन में जानकारी इस विशेष वीडियो में आधार सूचना आधार संदेश है कृपया इस पर एक नज़र डालें आपको एक अच्छा संदर्भ प्रदान करेगा यह संभवत उन लोगों में से कुछ को स्पष्ट करेगा प्रश्न जो आपके पास समय पर और कई बिंदुओं पर हो सकते हैं ठीक है यह बहुत सामान्य रूप से जीवन का दिलचस्प पहलू है तो हमने कहा कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मैं जो जानकारी है वो mRNA में सूचना में परिवर्तित हो जाती है ठीक है वास्तव में डीएनए क्या है ठीक है आप सभी मुझे यकीन है डीएनए के बारे में सुना होगा यह आजकल एक बहुत लोकप्रिय शब्द है और यही है जिस से जानकारी को सेल में संग्रहीत किया जाता है जो जानकारी एक पीढ़ी से पारित करने की आवश्यकता है एक और पीढ़ी के लिए ठीक है वास्तव में डीएनए वह कोड है जिसके माध्यम से यह जानकारी होती है पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे तो डीएनए क्या है और डीएनए की संरचना इसे कैसे बनाती है जानकारी के लिए संभव पर पारित किया ठीक है डीएनए मोनोमर का एक बहुलक है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता हैडिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ललेकिन चलो इसे कहते हैं यहाँ न्यूक्लियोटाइड यदि आप एक न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं तो इसमें तीन प्रमुख भाग होते हैं तुम्हारे पास क्या है यहाँ एक पेन्टोज़ चीनी कहा जाता है यहाँ एक पेन्टोज़ कार्बोहाइड्रेट है यह एक ऑक्सीजन है एक कार्बन परमाणु है दो कार्बन परमाणु तीन चार और पांचवें कार्बन परमाणु यहाँ ठीक है तो यह कहा जाता है तीन प्रमुख स्थिति इसे कार्बन परमाणु की पाँच प्रमुख स्थिति और इसे पाँच कहा जाता है कार्बन शुगर पहली स्थिति में आपके पास एक आधार के रूप में कहा जाता है एक नाइट्रोजनस बेस है इसके साथ संलग्न आधार और पैंटोज चीनी के संयोजन को वास्तव में ए कहा जाता है न्यूक्लीओसाइड एक न्यूक्लियोसाइड के लिए यदि आप एक फॉस्फेट समूह जोड़ते हैं तो यह न्यूक्लियोटाइड बन जाता है ठीक है और यह है डीएनए के लिए आधार इकाई दोहराआपके पास एक पेन्टोज़ चीनी है आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस है इससे जुड़ा हुआ है और आपके पास इससे जुड़ा एक फॉस्फेट समूह है आप का मोनोमर मिलता है डीएनए जो एक न्यूक्लियोटाइड है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह पेन्टोज़ चीनी नाइट्रोजनस है आधार और फॉस्फेट समूह ठीक है तो यह है हमें यहाँ शुरू करते हैं पेन्टोज़ शुगर राइट और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप टू यह एक तीन है प्राइम एंड जो यहां मुफ्त है चीनी का पांच प्रमुख अंत फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है समूह एक न्यूक्लियोटाइड के तीन प्रमुख और एक अन्य चीनी राइबोज चीनी के साथ जुड़ जाता है यह फॉस्फेट समूह और है कि कैसे श्रृंखला का निर्माण होता है बहुलक निर्मित होता है ठीक है तो आपके पास एक तीन प्राइम एंड है जो फ्री है पांच प्राइम एंड तीन प्राइम से जुड़ी है अगले न्यूक्लियोटाइड का अंत इसी तरह पांच प्राइम एंड अगले तीन प्राइम के साथ जुड़ जाता है अगले न्यूक्लियोटाइड का अंत और इतने पर और आगे डीएनए के बहुलक बनाने के लिए आधार हमने कहा कि इसमें चीनी आधार और फॉस्फेट समूह शामिल हैं आधार हैं पाँच प्रकार के वे हैं वे साइटोसिन थाइमिन और यूरैसिल या एडेनिन और गुआनिन हो सकते हैं इनमें से कुछ शब्द आपसे परिचित होंगे ये वही हैं जो वे वास्तव में हैं आप ऐसा कर सकते हैं pyrimidines हैं जो ये एक अंगूठी नाइट्रोजन वाले पदार्थ और प्यूरीन हैं जो हैं थोड़ा बड़ा नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ तो यह आधार यहाँ एक प्रकार का हो सकता है या तो साइटोसिन या थाइमिन या यूरैसिल या ए एडेनिन या एक guanine ठीक है ऐसा होता है कि डीएनए में आपके पास केवल सीटीएजी गट्टाका होता है फिल्म याद है सीटीएजी आरएनए में यूरैसिल बजाय थाइमिन है पेन्टोज़ शर्करा दो प्रकार की होती है डीएनए में वह होता है जिसे डीऑक्सीराइबोज़ कहा जाता है और आरएनए के पास एक रिबोस कहा जाता है ठीक है इन दोनों शर्करा के बीच एकमात्र अंतर है दो प्रमुख स्थिति डीऑक्सीराइबोस के मामले में आपके पास दो प्रमुख स्थिति में एक एच है जो आपको राइबोज के मामले में है ओह दो प्रमुख स्थिति में है बस यही एक अंतर है या इनमें से एक है शुगर के संदर्भ में डीएनए और आरएनए के बीच प्रमुख अंतर सही है ठीक है चलो चलते हैं थोड़ा सा पीछे तो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए या आरएनए हो सकता है आपके पास पेन्टोस चीनी यदि आपके पास एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो आपके पास डीएनए है अगर आपके पास एक रिबोज चीनी है आपके पास आरएनए हैं आधार के मामले में यदि आपके पास एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन है तो वे आधार हैं डीएनए में पाया जाता है आपके पास एडेनिन यूरैसिल ग्वानिन साइटोसिन है तो आपके पास आधार हैं आरएनए फॉस्फेट समूह निश्चित रूप से समान है इतना है कि एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में क्या है और वह है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक की सूचनाओं को पारित करता है उन तरीकों में से एक जिनके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी स्थानांतरित की जाती है संभव है इसके माध्यम से यह एडेनिन है यह थाइमिन है ठीक है आपके पास एडेनिन है और थाइमिन भाग में यहां का प्रतिनिधित्व करता है आपके पास चीनी जुड़ी हुई है फिर आपके पास नाइट्रोजन है आधार अकेले दिखाया गया है और फिर निश्चित रूप से आपके पास फॉस्फेट समूह है जिसे नहीं दिखाया गया है एडेनिन थाइमिनयदि आप वापस जाते हैं तो एडेनिन यहाँ है जो एक प्यूरीन है थाइमिन यहाँ है एक pyrimidine ठीक है एडेनिन और थाइमिन अपनी बहुत ही रासायनिक प्रकृति से हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं इन दोनों के बीच बंधन ठीक है दो हाइड्रोजन बांड हैं जो बीच में बनते हैं एडेनिन और थाइमिन और इसे बेस युग्मन ठीक है नाइट्रोजनस बेस बेस कहा जाता है बाँधना यह एक बेस बाँधना है एडेनिन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन का गठन दो हाइड्रोजन बांड हैं जो एडेनिन और थाइमिन के बीच बनते हैं और ग्वानिन साइटोसिन ठीक है ग्वानिन एक प्यूरीन है साइटोसिन एक पिरिमिडीन हैआपके पास है हाइड्रोजन बांड जो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच बनते हैं ठीक है तो यह हाइड्रोजन बंधन गठन या आधार युग्मन जैसा कि इसे कहा जाता है वह है जो डीएनए को अपनी संरचना देता है और इसे बनाता है यह क्या करता है करने के लिए संभव है यह कैसे हो रहा है आइए हम डीएनए के एक स्ट्रैंड को देखें यहाँ इस तरह हमें डीएनए के अन्य स्ट्रैंड पर नज़र डालते हैं जो इस तरह है हम जानते हैं कि एडिनिन थाइमिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ता है तो पर adenine एक दूसरे के थाइमिन के साथ जोड़ी बनाएगा और उसे एक साथ खींचेगा और इसी तरह आगे बढ़ेगा एक साइटोसिन के साथ एक जोड़ी के एडेनिन एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन की जोड़ी और यह बाँधना डीएनए के दोहरे किस्में को एक पेचदार संरचना देता है ठीक है तो ये क्या स्वचालित रूप से आकार और इतने पर और आगे में विभिन्न बाधाओं के कारण परिणाम बेस पेयरिंग या बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे इसकी दोहरी पेचदार संरचना और देता है डबल पेचदार संरचना डीएनए की प्रतिकृति के साथ साथ अन्य चीजों को भी बनाती है प्रतिलेखन अनुवाद और उस तरह की चीजें जो हम बाद के व्याख्यानों में देखेंगे ठीक है तो यह है कि यहाँ डबल स्ट्रैंड कैसे बन रहा है और यह डबल स्ट्रैंड बन जाता है अपने विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है एक एकल कक्ष में डीएनए यदि आप डीएनए को बाहर खींचते हैं तो लगभग 2 मीटर लंबा सही हो सकता है 2 मीटर लंबे डीएनए को किसी तरह नाभिक में पैक किया जाता है जो उप सूक्ष्म उप है माइक्रोन का आकार ठीक है हमने जो सेल देखा था वह बैक्टीरिया एक यूकेरियोटिक सेल में था जो कि ए विशिष्ट आकार 10 माइक्रोन है है ना नाभिक इससे बहुत छोटा है और नाभिक में यह हैडीएनए पैक हो जाता है है ना जो भी 2 मीटर लंबा होता है जब उसे बाहर खींचा जाता है तो वह पैक हो जाता है वहाँ ऐसा कैसे होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि डीएनए कुंडलित रूप में है ठीक है आप यह कल्पना कर सकते हैं आप एक ले सकते हैं टुकड़ा स्ट्रिंग ठीक है कपास स्ट्रिंग और इसे घुमाकर देखें फिर ट्विस्ट और ट्विस्ट और ट्विस्ट और ट्विस्ट और यह छोटा और छोटा और छोटा होता जाता है ठीक है इसके साथ बहुत कुछ होता है DNA भी और प्रोटीन के आस पास जमा और सुपर कॉइलिंग और सुपर सुपर कॉइलिंग हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है अनिवार्य रूप से यह एक आकार में पैक किया जा रहा है कि में फिट कर सकते हैं नाभिक और इसलिए डीएनए में मौजूद है जिसे क्रोमैटिन रूप कहा जाता है जो कुछ नहीं है लेकिन यह कुंडलित रूप है ठीक है क्रोमेटिन दृश्यमान गुणसूत्र रंग बनाने के लिए और भी आगे बढ़ता है पदार्थ कोशिका विभाजन के दौरान दूसरे शब्दों में वे इस चरण के दौरान रंजक लेते हैं और यह है क्यों उन्हें गुणसूत्र रंगीन शरीर कहा जाता है कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन आगे सूक्ष्मदर्शी के तहत दृश्यमान गुणसूत्रों को उत्पन्न करने के लिए संघनन होता है न कि नहीं नग्न आंख ठीक है कृपया इस वीडियो डीएनए और क्रोमैटिन पर एक नज़र डालें जो आपको इसका विवरण देता है पैकेजिंग यह एक एनीमेशन है जो एक अच्छा एनीमेशन है जो आपको दिखाता है कि 2 मीटर कैसे है लंबे डीएनए को नाभिक में पैक किया जाता है और हिस्टोन्स के चारों ओर सुपर कोइलिंग के द्वारा एक अन्य में जमा किया जाता है प्रोटीन ठीक है यह है वीडियो यहाँ 19 नंबर है कृपया उस वीडियो पर एक नज़र डालें अब हम एक अलग पहलू पर नजर डालते हैं हमने कहा सेल मौलिक कार्यात्मक इकाई है जीवन की और यह एक बहुत व्यस्त जगह है बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हर समय हो रही हैं हजारों हर समय होने वाली प्रतिक्रियाएँ सेल में पदार्थों का परिवहन होता है सेल के बाहर और इसी तरह आगे और पीछे हम पहले से ही लैक्टिक एसिड को सेल से बाहर निकलते देखा गया है और बहुत सी चीजें वहां और किसी भी प्रक्रिया में होती हैं ऊर्जा की आवश्यकता है तो इन सभी चीजों को करने के लिए कोशिका को आवश्यक ऊर्जा कैसे मिलती है और जीवन को बनाए रखें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज में ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा ठीक है अगर हम अलग हो जाते हैं ग्लूकोज या यदि हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं तो एक समय में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है हो सकता है कि सेल उस समय उस सभी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम न हो इसलिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है इकाइयों कि यह सीधे उपयोग कर सकते हैं है ना तो यहाँ वही होता है जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा है ग्लूकोज में एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक उपयुक्त ऊर्जा में पैक किया जाता है या एटीपी एटीपी आपने सुना होगा है ना यह यह एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लिए खड़ा है यह सेल की ऊर्जा मुद्रा होती है और यह प्रक्रिया जो है उसके माध्यम से होती है ADP का एक सब्सट्रेट स्तर फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है ADP हम इन बातों के बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे और यह है कि सेल को कैसे प्राप्त होता है ऊर्जा अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए कृपया इस वीडियो को देखने के लिए कुछ विचार करें यह थोड़ा लंबा और पुराना वीडियो है लेकिन मैं लगता है कि यह एक अच्छा वीडियो है जो सभी को मिलता है जो सभी आवश्यक पहलुओं पर छूता है एक परिचयात्मक तरह का प्रदर्शन कृपया उस पर एक नज़र डालें यह लगभग 9 मिनट लंबा है और हमने कहा कि एडीपी एटीपी और इतने पर परिवर्तित हो रहा है एडेनोसिन डिपॉस्फेट एटीपी में परिवर्तित हो रहा है ऐसा होता है कि ADP और ATP न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके पास है संरचना चीनी एक पेंटोस चीनी एक बेस और एक फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट समूह संलग्न हैं यह करने के लिए तो एक पसली चीनी इस मामले में एटीपी ठीक है तो यह कुछ हद तक आरएनए के करीब है रिबोस ओएच 2 प्रमुख स्थिति में एडेनिन ठीक है एटीपी एडेन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसलिए ए एडेनिन नाइट्रोजनस बेस यह यहाँ पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और लगाव नहीं है दिखाया गया है यहाँ बंधन नहीं दिखाया गया है इस एक को हटाने की जरूरत है और इस एक को जाने की जरूरत है और यहां नाइट्रोजन के साथ संलग्न करें और 5 मुख्य कार्बन ऑक्सीजन और इतने पर आपके पास फॉस्फेट समूह हैं जो संलग्न हो जाते हैं यदि आपके पास 2 फॉस्फेट समूह हैं तो इसे एडेनोसिन डिपोस्फेट एडेनोसिन कहा जाता है डिपॉस्फेट ठीक है एडीपी और यदि आपके पास 3 फॉस्फेट समूह संलग्न हैं तो आपके पास एडेनोसिन है triphosphate तो एटीपी और एडीपी कोशिका में ऊर्जावान रूप से महत्वपूर्ण अणु भी हैं न्यूक्लियोटाइड ऊर्जा की रिहाई से एटीपी एडीपी में परिवर्तित हो जाता है और यह ऊर्जा सही आकार सही से बाहर ले जाने के लिए विभिन्न विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शायद और इतने पर प्रतिक्रियाएं इसके आगे तो यह लगभग 73 किलोकलरीज प्रति मोल है और यह विभिन्न के लिए सही आकार के बारे में है बातें ADP एटीपी में परिवर्तित हो जाता है और यही हम करने जा रहे हैं यही एटीपी मिलती है गठित किया गया और इसके लिए ऊर्जा के इनपुट की आवश्यकता होगी ठीक है इसलिए ADP एटीपी में परिवर्तित हो रहा है ऊर्जा मुद्रा को स्टोर करना और एटीपी 3 फॉस्फेट अणु है एक विराम इससे ऊर्जा निकलेगी जो ईंधन या विभिन्न ऊर्जा प्रदान कर सकती है सेलुलर संचालन तो आइए इस प्रक्रिया को कुछ विस्तार से देखें ADP ATP में परिवर्तित हो रहा है ADP हो रही है एटीपी में परिवर्तित हम जानते हैं कि फॉस्फेट समूह के अलावा इसे फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है एडीपी का फॉस्फोराइलेशन एटीपी की पैदावार और एटीपी की डीफॉस्फोराइलेशन एडीपी पैदावार और यह है नृत्य जो विभिन्न चीजों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और जो सेल ऊर्जा मुद्रा को भी बनाता है एडीपी से एटीपी का यह फॉस्फोराइलेशन 2 प्रमुख साधनों द्वारा किया जाता हैएक को सब्सट्रेट कहा जाता है ADP का स्तर फॉस्फोराइलेशन फॉस्फेट समूह को एक मेटाबोलाइट से एडीपी में स्थानांतरित किया जाता है और यह प्रक्रिया एक एंजाइम द्वारा मध्यस्थ की जाती है जिसे सब्सट्रेट स्तर कहा जाता है फास्फारिलीकरण उदाहरण के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने फॉस्फेट समूह को एडीपी में स्थानांतरित कर सकता है एटीपी बनाने के लिए मैं आपको वह उदाहरण नहीं देता मान लीजिए कि फॉस्फेट अणु है मिल सकता है हो सकता है dephosphorylated प्राप्त करें और उस प्रक्रिया में ADP को एंजाइम रूप से फॉस्फेट समूह प्रदान करें एटीपी बनाने के लिए सही और इसे एडीपी का सब्सट्रेट स्तर फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है हम नहीँ हे इसका विवरण प्राप्त करना बहुत कुछ है जो इस प्रक्रिया के बारे में जान सकता है हम नहीं हैं इस में हो रही है हालाँकि ये वीडियो देखने में मददगार हो सकता है अगर आप कुछ विवरण जानने में रुचि रखते हैं तो मैं कहूंगा कि यह एक तरह का वैकल्पिक वीडियो है इलेक्ट्रॉन परिवहन एडीपी के फास्फोराइलेशन सही एक अभिन्न भर में हाइड्रोजन आयन ढाल की ऊर्जा एटीपी को बनाने के लिए फॉस्फेट समूह को एडीपी में फॉस्फेट जोड़ने के लिए झिल्ली का उपयोग किया जाता है इस द्वारा अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है यह वही है जो मिशेल ने प्रस्तावित किया था मुझे लगता है कि 1966 में जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जिसने हाइड्रोजन आयन के बीच युग्मन प्रदान किया ग्रेडिएंट जिसने एक तरीका प्रदान किया जिसके द्वारा एटीपी बनाया जा सकता है जो गायब था उस समयउन्होंने इसे एक परिकल्पना के रूप में प्रस्तावित किया और इसने बहुत सी चीजों को समझाया ठीक है और जीता नोबेल पुरस्कार भी इसलिए यह महत्वपूर्ण है और आप इलेक्ट्रॉन परिवहन के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए इन 2 वीडियो को देख सकते हैं फॉस्फोराइलेशन ठीक है ये विवरण हैं मैं इस परिचयात्मक विवरण में नहीं आना चाहता हालांकि यदि आप रुचि रखते हैं तो आप अपने आप से इन में शामिल हो सकते हैं तो योग करने के लिए 4 मौलिक बायोमोलेक्यूल्स अंतिम हैं पिछले से लेकर जल्द से जल्द न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए एटीपी और इतने पर प्रोटीन अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट शर्करा के पॉलिमर लैक्टिक एसिड और इतने पर हमने देखा है और लिपिड जो झिल्ली वाले घटक हैं तेल मक्खन और इतने पर है ना तो ये 4 मौलिक बायोमोलेक्यूल हैं सभी जीवन इन बायोमोलेक्यूलस से बना है और संरचना कार्य संबंध इन बायोमॉलिक्युलस में से कई में महत्वपूर्ण है बायोमोलेक्युलस और वही जीवन को निर्धारित करता है इसलिए हमें इसमें दिलचस्पी थी इन 4 मूलभूत बायोमोलेक्यूलस के बारे में जानना अब हम अपने मूल में वापस आकर सब कुछ एक साथ लपेटकर और करने जा रहे हैं कहानी जो दही बनाने की है दही क्यों बनती है हमने कहा कि एसिड बनता है उसके बाद प्रोटीन एकत्रीकरण प्रोटीन जिसे हम देख रहे थे वह कैसिइन था फिर हम प्रोटीन को देखते हैं कुछ हद तक एकत्रीकरण हमने साइड रूट्स पर उड़ान भरी और वे बहुत आगे निकल गए मौलिक जीव विज्ञान जैविक अणुओं और इतने पर के बारे में जानने के मामले में समृद्ध इसलिए चलो अपनी प्रारंभिक कहानी पर वापस आते हैं और वहां समाप्त होते हैं हमारे यहाँ पानी है आप H2Oजानते हैं और पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसे हम अभी जानते हैं इसका एक छोटा सा हिस्सा हाइड्रोनियम आयनों H3Oमें किसी भी समय आयनित होता है और हाइड्रोक्साइड ओह ठीक है और एक बहुत छोटा हिस्सा १० 7 यह क्या है और यही कारण है कि पीएच 7 है हाइड्रोजन का नकारात्मक लॉग आयन सांद्रता है ना तो यह आपको एक विचार देता है जैसे कि प्रजातियों की एकाग्रता अलग थलग है और यह स्वाभाविक रूप से होता है और यही वह है जो पानी को उसका पीएच देता है तो ये क्या हो जाता जब सेल द्वारा एसिड को मध्यम में पेश किया जाता है तो मध्यम पीएच नीचे चला जाता है इसके अलावा हाइड्रोनियम आयन हाइड्रॉक्साइड आयन सांद्रता में भिन्नता हैएच प्लस जो रूपों हाइड्रोनियम आयन और इसलिए यह ऊपर जाने लगता है पीएच नीचे जाने लगता है प्रोटीन घुलनशीलता पीएच पर निर्भर है क्योंकि प्रोटीन पर शुद्ध आवेश pH निर्भर है है ना आप पता है कि प्रोटीन पर आरोप यह एक zwitter आयनिक अणु है इसलिए यह पीएच है निर्भर और इतने पर और विभिन्न विभिन्न pH पर प्रोटीन का शुद्ध आवेश बहुत भिन्न होने के कारण हो सकता है प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड की प्रकृति इसलिए जिस तरह से यह बातचीत करता है जलयोजन परतहमने कहा कि यदि प्रोटीन पानी में घुल जाता है तो जलयोजन परत होती है इसके आसपासचार्ज के साथ हाइड्रेशन लेयर में परिवर्तन पीएच के साथ परिवर्तन ठीक है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एक पीएच होता है जिस पर शुद्ध आवेश नहीं होता है इंटरैक्शन बहुत अलग होगा और उस समय प्रोटीन के बीच बातचीत अधिक हो सकता है इसलिए वे समाधान से बाहर हो जाते हैंहाइड्रेशन लेयर की अब अधिकता नहीं है इसके आसपास इसलिए वे समाधान से बाहर हो जाते हैं वे उनके बीच बातचीत के कारण एकत्र होते हैं और यह अनिवार्य रूप से होता है पीएच के साथ प्रोटीन का परिवर्तन भी हो सकता है और यह अब समाधान में नहीं हो सकता इसलिए कैसिइन अणु कैसिइन प्रोटीन अणु उनकी जलयोजन परत के साथ अलग अलग बातचीत होती है पीएच में एक बिंदु पर वे आए समाधान से बाहर उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की और गठन किया उन्होंने दही जड़ा और यही दही बनता है है ना तो यह हमारी आधार कहानियों में से एक है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी तो चलो वहाँ खत्म करते हैं टेक होम संदेश कुछ ऐसा है जो हमने पहले देखा थाबायोमोलेक्यूल्स के 4 प्रमुख प्रकार उनके बायोमोलेक्यूल्स की बहुत ही प्रकृति इसे निश्चित मात्रा में कार्य करती है जिस तरह से वे डालते हैं एक साथ संरचना यह अपने प्रमुख कार्य और इतने पर ठीक है और निश्चित रूप से हमने शुरू किया इस तथ्य के साथ कि सूक्ष्मजीवों की एक बड़ी संख्या है और इसके तरीके हैं उनमें से बेहतर समझ बनाने के लिए उन्हें व्यवस्थित करें है ना तो यह है कि बायोमोलेक्यूलस पर कहानी वह बायोमोलेक्यूलस पर मॉड्यूल है और जब हम आगे मिलते हैं तो हम एक और पहलू लेंगे तब आप देखना